इस व्याख्यान में मैं आपको बायोइनफॉर्मेटिक्स के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करूंगा जो कि हमने इस कोर्स में पड़ा मुख्य रूप से विभिन्न एल्गोरिथ्म या डेटाबेस और बायोइनफॉर्मेटिक्स के विभिन्न अनुप्रयोग तो हमने शुरुआत की थी बायोइनफॉर्मेटिक्स के मौलिक बातों से तो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं जो बायोइनफॉर्मेटिक्स में सहयोग करते हैं विद्यार्थी जानकारी जैविक विज्ञान क्योंकि जैविक विज्ञान प्रयोगात्मक डाटा प्रदान करता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो प्रयोग हमें DNA डेटाबेस और अनुक्रम संरचना पाथवे नेटवर्क एवं बहुत सी जानकारी बहुत सारा डाटा देता है तो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी तथा और भी क्षेत्र जैसे भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान गणित स्टैटिसटिक्स हमने बहुत से पहलुओं की चर्चा की कि यह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र कैसे सहयोग देते हैं एक अंतः विषय के क्षेत्र में बायोइनफॉर्मेटिक्स के कौन से विभिन्न विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की डेटाबेस और एल्गोरिथ्म का विकास हम परिकल्पना निकाल सकते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास डाटा है मैं कोशिश करूंगा कि डाटा को कैसे निकाला जाए और वह कौन कौन से तत्व हैं जो किसी विशिष्ट डाटा पर प्रभाव डालते हैं तो हम कुछ परिकल्पना दे सकते हैं और इनके आधार पर हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को निकाल सकते हैं और अगर आपको कुछ गुण मिलते हैं तो आप मिलान कर सकते हैं हम कुछ मॉडल रिडक्शन एल्गोरिथ्म को विकसित करने की कोशिश करेंगे और वह उसका सत्यापन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हमने संरचना पर आधारित डिजाइन की चर्चा की थी कि कैसे बायोइनफॉर्मेटिक्स के विभिन्न टूल्स और डेटाबेस का इस्तेमाल होता है कुछ योगिक के पहचान के लिए विभिन्न जरूरतों के हिसाब से अब हम चर्चा करेंगे बायोइनफॉर्मेटिक्स के विभिन्न अनुप्रयोगों की और फिर देखेंगे कि बायोइनफॉर्मेटिक्स कैसे सहयोग देता है और इसी जैविक प्रणाली की विभिन्न जटिलता क्या है तो हम शुरू करेंगे DNA अनुक्रम से से DNA रचना और उसके बाद प्रोटीन का अनुक्रम प्रोटीन संरचना प्रोटीन इंटरेक्शन और फिर यह इंटरेक्शन नेटवर्क और पाथवे फिर उसके बाद जीव अंग कोशिका तो हम देख सकते हैं कि हर एक कैटेगरी में हमने बायोइनफॉर्मेटिक्स के अनुप्रयोगों को देखा या तो डेटाबेस में या तो मॉडल में या सरवर में तो बहुत से तरीकों से यह जैविक प्रणाली की जटिलता को समझने में फिर हमने हर एक पहलुओं को अलग से चर्चा की मुख्यतः प्रोटीन या DNA के विभिन्न पहलुओं को सही है एक तो H और OH शुगर और बेस विद्यार्थी थाईमीन थाईमीन विद्यार्थी थाईमीन और RNA विद्यार्थी यूरेसिल अगर आप DNA की चर्चा करें तो DNA और RNA में क्या अंतर है यूरेसिल आप DNA और RNA के बीच अंतर को देख सकते हैं जब हम कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड की चर्चा करेंगे तो हमें यह मिलेगा ATAGC अगर यह 5 प्राइम है 3 प्राइम है तो 3 प्राइम 5 प्राइम में कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा विद्यार्थी GC सही है G विद्यार्थी C C विद्यार्थी TT AT सही है जो सबसे पहले आपको स्ट्रैंड मिलेगा इस 3 फ्रेम 5 फ्रेम में फिर हम विपरीत को बदल सकते हैं कौन जब आप इसके अनुक्रम को बदलेंगे तो इसका दिशा बदल जाएगा फिर हमने चर्चा की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में और इसके डिजनरेसी के बारे में कोडॉन से लेकर अमीनो एसिड तक और ट्रांसलेशन और कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के लिए हमने कौन से सॉफ्टवेयर की चर्चा की विद्यार्थी EMBOSS EMBOSS हम EMBOSS की चर्चा विद्यार्थी ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स यह ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स है और इसमें विभिन्न पैकेज होते हैं तो DNA के विभिन्न पैरामीटर को प्राप्त करने के लिए हम इन पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर हमने रीडिंग फ्रेम की चर्चा की विभिन्न रीडिंग फ्रेम कौन कौन से हैं विद्यार्थी 3 होगा समय देखें 0430 सही है 3 आगे के लिए और 3 पीछे के लिए तो कुल 6 रीडिंग फ्रेम तो विभिन्न अनुक्रम पर आधारित पैरामीटर कौन से हैं जिनकी हम ने चर्चा की हम फ्लैक्सिबिलिटी या रईजीडीटी या बेस की पसंद कंपोजिशन और विभिन्न और पहलुओं को DNA अनुक्रम के आधार पर देख सकते हैं इसे देखें DNA अनुक्रम विभिन्न पैरामीटर को देखने के लिए तथा DNA के विभिन्न कार्यों को समझने के लिए और कैसे वह प्रोटीन के साथ जुड़ता है फिर हम आगे चलते हैं विभिन्न तरह के डेटाबेस की तरफ तो जब आपने डाटा की शुरुआत की तो यह डेटाबेस क्या है विद्यार्थी डाटा का संग्रह यह कंप्यूटर द्वारा पढ़ने योग्य डाटा का संग्रह है क्योंकि हमारे पास बहुत सी जानकारियां संदर्भों में मौजूद हैं जो कि विभिन्न पहलुओं और विभिन्न जैविक डाटा से संबंधित है तो बहुत से संदर्भ प्रकाशित होते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उन सबको इकट्ठा कर एक डेटाबेस में संग्रहित किया जाए तो डेटाबेस के कौन से विभिन्न विशेषताओं कि हमने चर्चा की विद्यार्थी डाटा में रिलायबिलिटी सही है तो हम सबसे पहले डेटाबेस के विभिन्न विशेषताओं की चर्चा करेंगे अपने कंटेंट चाहिए हमें ओंनटोलॉजी चाहिए ओंनटोलॉजी क्या तो जब भी हम किसी डेटाबेस को विकसित करते हैं तो उसने बहुत से तकनीकी शब्द आते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमको डेटाबेस में संपूर्ण जानकारी देनी होती है और फिर और कौन सी विशेषताएं हैं विद्यार्थी स्कीमा स्कीमा यह स्कीमा क्या है विद्यार्थी डाटा अब अपने डाटा को कैसे रखें और आपके मुख्य पहलू क्या क्या है तो अगर यह आपका मुख्य जानकारी है और इसमें आप दूसरी जानकारियों को सम्मिलित करें उदाहरण के लिए कौन कौन सी जानकारी सीधे तौर पर इस मुख्य डाटा में है उदाहरण के लिए के लिए अगर आप थर्मोडायनेमिक्स डाटा को लें तो हमें प्रोटीन का नाम चाहिए उसका स्रोत और सारे प्रयोगात्मक कंडीशन और फिर हम उसमें जानकारियां जुड़ेंगे जैसे कि अनुक्रम या संरचना और बाकी सारी जानकारियां फिर हम सर्च का फिर हम यह बताएंगे कि हमारे डाटा का आउटपुट कैसे निकाले तो आपको अपने डेटाबेस का ऑर्गेनाइजेशन करना होगा तो यह कैसे करें इसके अलावा और क्या है अगला आपके पास एक विशिष्ट फॉर्मेट है फॉर्मेट क्या होता है सही है उनका सामान क्रम होगा तो हमारे पास यह क्रम है तो कौन सी शर्तें हैं जो कि आप डेटाबेस में इस्तेमाल करेंगे तो यह सभी एंट्री में समान होना चाहिए विशेष डाटा को निकालना आसान हो जाता है और तो और यह उपयोगकर्ता के लिए भी आसान होगा उदाहरण के लिए अगर आप प्रोटीन डाटा बैंक को लें और हैडर कंपाउंड से शुरूआत करते हुए आखिर में आप रेसिड्यू के अनुक्रम की जानकारी और फिर सेकेंडरी संरचन हेलिक्स स्ट्रैंड और फिर खत्म करते हैं एटम तक तो अगर आप 3D कोऑर्डिनेटर में रुचि रखते हैं तो आप एटम रिकॉर्ड्स की तरफ जा सकते हैं अगर आप देखें कोई PDB id तो वह सामान फॉर्मेट का अनुसरण करते हैं तो हमें किसी विशिष्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होगा और फिर डेटा निकालना होगा तो डाटा को कैसे निकाले तो आपको उचित सर्च विकल्प देना होगा इसके बाद हमें विभिन्न विकल्प जोकि उपयोगकर्ता चाहता है उसके बारे में सोचना होगा या अगर आप थर्मोडायनेमिक्स डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो वह फ्री एनर्जी डाटा में रुचि रखेंगे इसी तरीके से वह कौन सी जानकारियां हैं जो उपयोगकर्ता पसंद करेगा और उसके हिसाब से आप अपना वेब सर्वर साइट को डिजाइन करेंगे ताकि उपयोगकर्ता आसानी से अपना डाटा प्राप्त कर सके और फिर इस सर्च विकल्प से वह तुरंत अपना डाटा को ले सके जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है तो इस स्थिति में आपको इंटरफ़ेस बनाना होगा इस तरह से की उपयोगकर्ता डाटा निकाल सके इसके अलावा दूसरा पहलू यह यह हर समय उपलब्ध होना चाहिए और यह उचित रूप से तेज होना चाहिए डाटा निकालने के लिए लेकिन अगर यह उचित रूप से नहीं होता है या यह हर समय उपलब्ध नहीं है तो उपयोगकर्ता इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें बहुत ध्यान देना होगा बाहरी डेटाबेस को उचित लिंक ्स के साथ रखना होगा क्योंकि जब आप एक डेटाबेस का विकास करते हैं विभिन्न स्रोतों से जानकारियां लेते हैं दूसरी तरफ बहुत से और भी डेटाबेस हैं जो कि आप के विशिष्ट डेटाबेस से संबंधित हैं और इस स्थिति में आपको हर संबंधित डेटाबेस से लिंक देना होगा तो इस स्थिति में आप ज्यादा जानकारियां पा सकते हैं अगर उन्हें ज्यादा डाटा चाहिए तो बाहरी के लिए आप एक अलग डाटा ले सकते हैं तो आप संदर्भों से डाटा को ले सकते हैं फिर आप उस संदर्भ की जानकारी दें और इस स्थिति में वह अपने जानकारी को और विस्तृत कर सकते हैं इन संदर्भों को पढ़कर तो डेटाबेस की ही तरह आपके पास विभिन्न विशेषताएं हैं और हमने विभिन्न डेटाबेस की चर्चा की न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के लिए कौन सा डेटाबेस विद्यार्थी जनबैंक हम देखेंगे DDBJ EMBL जनबैंक यह सब में समान और अलग जानकारियां हैं समान जानकारियां और यह सब समान फॉर्मेट का अनुसरण भी करते हैं तो एक ही समय पर यह विभिन्न जगहों पर विकसित हुए और फिर इन्होंने नेटवर्क का निर्माण किया इस स्थिति में वह डाटा को साझा कर सकते हैं तो यहां आप एक जगह पर डाटा को जमा कर सकते हैं और दूसरी जगहों पर साझा कर सकते हैं तो इस स्थिति में इन सारे डेटाबेस में आपके पास एकरूप डाटा है फिर हमने विभिन्न विशेषताओं की चर्चा की जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के विशेषता का डेटाबेस जिसके अंतर्गत विभिन्न बेस पेयर का डाटा उदाहरण के लिए डाईन्यूक्लियोटाइड जैसे कि AA AT AC AG वगैरह जैसे फ्लैक्सिबिलिटी या रिजेडिटी और स्टेबिलिटी या मेल्टिंग टेंपरेचर स्टैकिंग एनर्जी हाइड्रोजन बंधन तो हम डेटाबेस में सारी जानकारियां देते हैं आप इन जानकारियों का इस्तेमाल आप डेटाबेस के जरिए कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अनुक्रम है तो इसके लिए औसत फ्लैक्सिबिलिटी या औसत रिजेडिटी क्या होगा क्योंकि कभी कभी DNA इतना फ्लैक्सिबल होता है कि वह प्रोटीन के साथ जुड़ सकता है जो कि आप देख सकते हैं अगर आप न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर्टी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं तो लिटरेचर मैं तो जीव विज्ञान में मुख्य लिटरेचर डेटाबेस कौन से हैं विद्यार्थी Pubmed Pubmed सही है तो विभिन्न डेटाबेस है जैसे कि फिजिकल एब्स्ट्रेक्ट केमिकल एब्स्ट्रेक्ट बायोलॉजिकल एब्स्ट्रेक्ट उपलब्ध है मगर वर्तमान में जीव विज्ञानी और मेडिसिन मेडिकल क्षेत्र के लिए तो Pubmed बहुत ही व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें विभिन्न संदर्भ और विभिन्न पत्रिकाओं से डाटा सम्मिलित है तो आपको pubmed डेटाबेस से पर्याप्त जानकारी मिल सकती है इसके अतिरिक्त आप स्कोपस या साइंस साइटेशन इंडेक्स देख सकते हैं इसे आप संदर्भों के डेटाबेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम प्रोटीन की तरफ चलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण खंड क्या है विद्यार्थी अमीनो एसिड अमीनो एसिड सही है तो विभिन्न अमीनो एसिड रेसिड्यू कितने हैं विद्यार्थी 20 तो अभिलाक्षणिक विशेषता के आधार पर 20 आप इन अमीनो एसिड को कैसे वर्गीकृत करेंगे विद्यार्थी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक तो फिर सबक्लासेस कौन से हैं अगर हम हाइड्रोफोबिक को ले एलिफेटिक एरोमेटिक और सल्फर युक्त अमीनो एसिड सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन कौन से हैं विद्यार्थी सिस्टीन मिथनिन सिस्टीन और मिथनिन तो हमने चर्चा की सिस्टीन सिस्टीन यह डाईसल्फाइड बंधन बना सकता है यह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है फिर हाइड्रोफिलिक यह पोलर और चार्ज है चार्ज में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कौन सा एमिनो एसिड नेगेटिव चार्ज होता है विद्यार्थी स्पार्टीक एसिड स्पार्टीक एसिड और ग्लूटामिक एसिड पॉजिटिव चार्ज है लाइसिन और अर्जिनिन आप से भिन्न प्रकार को देख सकते हैं क्योंकि यह अमीनो एसिड रेसिड्यू विशिष्ट तरह के इंटरेक्शन बनाते हैं ताकि यह मिलकर एक विशिष्ट प्रोडक्ट का एक सघन ग्लोबल आकृति बनाकर स्थापित कर सके फिर हमने प्रोटीन के कार्यों की चर्चा की तो विभिन्न कार्य कौन से हैं विद्यार्थी एंजाइम एंजाइम विद्यार्थी सेल सिगनलिंग और सेल सिगनलिंग विद्यार्थी एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटींस सही है विद्यार्थी संरचनात्मक संरचनात्मक पहले प्रोटीन खून जमाने वाली एंटीबॉडीज तो यह विभिन्न कार्य कर सकते हैं हमने विभिन्न तरह के प्रोटीन के बारे में चर्चा की ग्लोबलर प्रोटीन मेंब्रेन प्रोटीन फाइबरस प्रोटीन इनमें से हर एक अलग फंक्शन करने के लिए जिम्मेदार है फिर हमें संरचना और उसके कार्य के संबंध के बारे में समझना चाहिए यहां किसी भी प्रोटीन का कार्य उसके संरचना पर आधारित होता है तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि हम उसके कार्य को समझें तो विभिन्न तरह के प्रोटीन संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं विद्यार्थी प्राइमरी प्राइमरी की तरह विद्यार्थी सेकेंडरी सेकेंडरी विद्यार्थी टर्सरी टर्सरी विद्यार्थी क्वार्टनरि और क्वार्टनरि प्राइमरी संरचना कौन सी है यह सब अमीनो एसिड अनुक्रम है तो यहां वह अमीनो एसिड तो अमीनो एसिड रेसिड्यू की नियमित व्यवस्था यह मुख्यता अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड है और टर्सरी संरचना विद्यार्थी 3 रेंज यहां आपको सटीक कोऑर्डिनेट्स देगा कोई एटम एक रेसिड्यू में और संपूर्ण प्रोटीन में कहां स्थित है क्वार्टनरि संरचना क्या है विद्यार्थी सबयूनिट विभिन्न सबयूनिट प्रोटीन की विभिन्न सबयूनिट होती है जिससे कि क्वार्टनरि संरचना बनता है तो इन सब के बीच दो अलग संरचनात्मक पहलू देख सकते हैं सुपर सेकेंडरी संरचना और डोमेन फिर हमने देखा प्रोटीन अनुक्रम प्रोटीन संरचना और प्रोटीन के कार्यों के लिए विभिन्न तरह के डेटाबेस अगर हम रोटी अनुक्रम के डेटाबेस को ले तो प्रारंभिक विकसित प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस कौन से हैं विद्यार्थी PIR PIR का विकास किया गया प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स उसके बाद उन्होंने विकसित किया स्विसपोर्ट तो फिर यह PIR और स्विसपोर्ट को मिला कर यूनीपोर्ट विकसित किया गया यूनीपोर्ट एक प्रोग्राम और कंप्यूटर दोनों के द्वारा अनुक्रमओं को निकालकर बनाया गया है वर्तमान में यूनीपोर्ट डेटाबेस में कितने डाटा है करीब 80 85 मिलियन अनुक्रम यूनीपोर्ट में है इसकी विशेषताएं क्या क्या है सही है कम रिडंडेंसी विद्यार्थी ज्यादा इंटीग्रेटेड ज्यादा इंटीग्रेटेड और दूसरे डेटाबेस के साथ लिंक करना मतलब दूसरे डेटाबेस इसके साथ इंटीग्रेट करना यही वजह है कि यूनीपोर्ट इतना व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है इसके अलावा और कौन कौन सी मौजूदा जानकारियां हैं जोकि यूनीपोर्ट डेटाबेस में उपलब्ध है विद्यार्थी फंक्शंस अगर हमारे पास एक प्रोटीन है तो हम उसके डाटा फंक्शनल डेटाबेस पाथवे और इंटरेक्शन को देख सकते हैं तो हम इस यूनीपोर्ट डेटाबेस से करीब करीब सारी जानकारियां ले सकते हैं तो यूनीपोर्ट से डाटा कैसे निकाले विद्यार्थी सर्च विद आप यूनीपोर्ट नाम के साथ सर्च कर सकते हैं या आप MESH तब को सर्च कर सकते हैं और विशिष्ट रिडंडेंसी के साथ आप यूनीपोर्ट में विभिन्न कट ऑफ कौन कौन से उपलब्ध है विद्यार्थी 100 90 प्रतिशत 100 प्रतिशत और 50 प्रतिशत तो आप ढूंढ सकते हैं और आप या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं तो यह जानकारियां हम किसी विशिष्ट प्रोटीन या प्रोटीन के समूहों के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आप विभिन्न MESH टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा पाने के लिए तो यूनीपोर्ट के अनुप्रयोग क्या है विद्यार्थी आपको प्रोटीन अनुक्रम मिल जाएगा तो आप किसी भी पहलू के लिए अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी क्लास या संरचना की जानकारी के लिए अगर यह फंक्शन है और आप विशिष्ट विशेषताओं को समझना चाहते हैं तो आप वह यूनीपोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा यूनीपोर्ट विभिन्न प्रोटीन की आंकड़े लगता है जैसे प्रोटीन की औसत लंबाई किसी भी अनुक्रम में कितनी है विद्यार्थी 300 300 314 315 प्रोटीन अनुक्रम रेसिड्यू और सम्मानित 100 से 300 रेसिड्यू होते हैं और कुछ प्रोटीन उस से भी लंबी होती है तो औसतन आप कह सकते हैं 315 इसके अलावा विभिन्न अलग अलग अमीनो एसिड के लिए वह आंकड़े देता है कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा विद्यमान है एलेनिन वेलिन लुसीन यह सब करीब 10 प्रतिशत है और कुछ रेसिड्यू दुर्लभ रूप से मिलते हैं दुर्लभ रूप से मिलने वाले अमीनो एसिड कौन से हैं सिस्टीन सिस्टीन विद्यार्थी ट्रिपटोफैन ट्रिपटोफैन यह सब दुर्लभ रूप से मौजूद अमीनो एसिड हैं यूनीपोर्ट डेटाबेस में तो यहां हमारे पास यह दो अनुक्रम है और आप यह देखना चाहते हैं कि इन दोनों अनुक्रम में कितनी समानता है यह अनुक्रम आपस में कितने अलग हैं तो अब आप कोशिश करें अनुक्रम में समानता को समझने की इसके लिए हमने एल्गोरिथ्म को विकसित किया ताकि एलाइनिंग अनुक्रम को ऑलाइन कर सकें तो पेयर वाइज एलाइनमेंट क्या है विद्यार्थी दो अनुक्रम का एलाइनमेंट दो अनुक्रम को ऑलाइन करें तो दो अनुक्रम को ऑलाइन करने के लिए विभिन्न तरीके कौन से हैं उदाहरण के लिए यह अनुक्रम है सही है सबसे पहले आप बिना गैप के साथ कोशिश करें और फिर आप गैप के साथ ऑलाइन करें यहां गैप पेनल्टी के साथ फिर कुछ स्कोर के आधार पर हम एलाइनमेंट को देखेंगे तो स्कोर को कैसे दें मैचिंग स्कोर यह मैचिंग स्कोर क्या है विद्यार्थी अगर मैच होता है तो अगर यह इन एलाइनमेंट के साथ मैच करता है तो अगर आप इसको इस तरह की से रखें तो यह मैचिंग है तो यह मैच स्कोर जी हां उदाहरण के लिए अगर आप इनको ले तो यह मैचिंग नहीं है यहां आपको मिसमैच स्कोर देखना होगा यह गैप पेनाल्टी क्या है अगर कहीं कोई गैप होता है तो हमें पेनल्टी देनी होती है इस गैप के लिए क्योंकि इस म्यूटेशन गैप को देखें तो यह दुर्लभ है तो इस स्थिति में आपको ज्यादा पेनाल्टी देनी होगी इस गैप के लिए और फिर मिसमैच स्कोर तो कौन से विभिन्न गैप कि हमने चर्चा की कौन सी पेनाल्टी विद्यार्थी ओरिजिनेशन ओरिजिनेशन पेनाल्टी विद्यार्थी एक्सटेंशन और गैप पेनल्टी गैप पेनल्टी मतलब गैप की कितनी संख्या इस तरह से कितने प्रकार के गैप ओरिजिनेट होते हैं उदाहरण के लिए यहां ओरिजिनेशन पेनाल्टी क्या है विद्यार्थी 1 यह 1 है क्योंकि जब सिर्फ एक को ओरिजिनेट करता है गैप पेनल्टी क्या है विद्यार्थी 2 यह 2 है क्योंकि 1 से 2 गैप और इसी तरीके से फिर हमने चर्चा की स्कोरग मैट्रिक्स की स्कोरग मैट्रिक्स क्या होता है विद्यार्थी म्यूटेशन यह आपको बताएगा की म्यूटेशन की दर क्या है असल में हम स्कोरग मैट्रिक्स को विभिन्न पहलुओं के लिए निकाल सकते हैं उदाहरण के लिए अगर आप न्यूक्लिक एसिड खो लें तो आप प्यूरीन और पिरामिडइन को देख सकते हैं तो यहां पर ट्रांसवर्जन और ट्रांज़ीशन के आधार पर हम पेनाल्टी दे सकते हैं अगर आप अमीनो एसिड के बारे में चर्चा करें तो आप फिजियोकेमिकल विशेषताएं और जेनेटिक कोड के द्वारा देख सकते हैं कि कितनी विविधता है और आखिर में हम इसे वास्तविक लोकेशन दर के द्वारा कर सकते हैं उदाहरण के लिए अगर आप होमोलॉजी अनुक्रम के सेट को ले कहे तो करीब 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत अनुक्रम ऐसी स्थिति में बहुत से म्यूटेशन होंगे और देखें तो सबसे उचित म्यूटेशन कौन सा होगा हम इस उचित म्यूटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड तक का मैट्रिक्स निकाल सकते हैं अगर आप याद करें तो आप देख सकते हैं इसको स्थितियों मैं यह स्वीकार्य है और कुछ स्थिति में स्वीकार्य नहीं है मुख्यत अगर आप कुछ रेसिड्यू का म्यूटेशन करते हैं तो कोई भी म्यूटेशन ज्यादा पसंद नहीं किया जाता यहां तक कि इस स्थिति में अमीनो एसिड के आधार पर उदाहरण के लिए सिस्टीन या ट्रिपटोफैन का एलेनिन से मिलान करें ट्रिपटोफैन एलेनिन से ज्यादा कंजर्व है इसी तरीके से अगर आपके पास समान तरह के अमीनो एसिड हैं उदाहरण के लिए एलेनिन से वेलीन पसंदीदा है या नहीं है उदाहरण के लिए अगर एलेनिन से लाइसीन यह पसंदीदा नहीं है या तो फिर फिजियोकेमिकल विशेषता या स्कोरग मैट्रिक्स से स्कोरग मैट्रिक्स को आप अमीनो एसिड के म्यूटेशन दर से विकसित कर सकते हैं किस हद तक कोई रेसिड्यू किसी दूसरे रेसिड्यू में म्यूटेट हो सकता है तो इस तरीके से हम स्कोरग मैट्रिक्स बनाते हैं कौन से विभिन्न मैट्रिक्स के बारे में हमने चर्चा की विद्यार्थी PAM और BLOSUM PAM मैट्रिक्स और BLOSUM मैट्रिक्स PAM मैट्रिक्स क्या है विद्यार्थी पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन मैट्रिक्स सही है तो PAM मैट्रिक्स को कैसे निकाले कौन कौन से विभिन्न पहलुओं को ध्यान देना होता है PAM मैट्रिक्स को बनाने के लिए विद्यार्थी फ्रीक्वेंसी अनुक्रम की लंबाई यह रेसिड्यू का म्यूटेशन कैसे हुआ और कौन सा रेसिड्यू का म्यूटेशन किस रेसिड्यू में हुआ उदाहरण के लिए अगर यह Aij है तो कितनी बार एलेनिन म्यूटेट हुआ है वैलीन में कितनी बार एलेनिन म्यूटेट हुआ है बाकी सारे 20 रेसिड्यू में इस अनुक्रम में कितने सारे एलेनिन मौजूद हैं अनुक्रम की लंबाई कितनी है तो PAM मैट्रिक्स को विकसित करते समय हमें इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा तो अब BLOSUM मैट्रिक्स क्या है यह ब्लॉक सब्सीट्यूटेड मैट्रिक्स तो PAM और BLOSUM में क्या अंतर है विद्यार्थी होमोलॉग्स अनुक्रम हां BLOSUM करीब सारे एलाइनमेंट को लेते हैं म्यूटेशन के दर को देखने के लिए और BLOSUM कंजर्व क्षेत्रों को लेगा तो कह सकते हैं गैप से बचाव के लिए और फिर देखें कंजर्व क्षेत्र और एलाइनमेंट को कैसे बनाएं हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की चर्चा की अब यह डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है विद्यार्थी प्रॉब्लम को बांट दें हां प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में बांट दें और अंत में प्रॉब्लम को हल करें और आखिर में सब मिलाकर आप संपूर्ण सिस्टम को हल कर सकते हैं तो यह डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहलाता है तो अनुक्रम एलाइनमेंट और दो विभिन्न एलाइनमेंट के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग के विभिन्न पहलू कौन से हैं ग्लोबल एलाइनमेंट विद्यार्थी लोकल और लोकल एलाइनमेंट क्योंकि हमारे पास दो अनुक्रम हैं और आप विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं अनुक्रम को ऑलाइन करने के लिए और यहां विभिन्न पाथवे है तो हम दो अलग अलग एलाइनमेंट इस्तेमाल करेंगे तो ग्लोबल एलाइनमेंट क्या है विद्यार्थी सभी अनुक्रम सारा अनुक्रम आप सारे अनुक्रम को ऑलाइन कर सकते हैं तो लोकल एलाइनमेंट क्या है सही है किसी भी अनुक्रम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही ऑलाइन कर सकते हैं ग्लोबल एलाइनमेंट में कैसे और कौन से एल्गोरिथ्म इस्तेमाल होते हैं वुश नीडलमैन एलाइनमेंट वुश नीडलमैन एल्गोरिथ्म वुश नीडलमैन एल्गोरिथ्म में मैट्रिक्स के लिए कौन कौन से कंडीशन का इस्तेमाल होता है विद्यार्थी मैच अधिकतम विद्यार्थी मैच यह मैच है या मिसमैच दोनों के लिए हमारे पास स्कोर है विद्यार्थी फिर गैप फिर गैप यह इनसरशन या डीलीशन विद्यार्थी डीलीशन सही है तो हमारे पास रैंक है स्कोर है मैच इसको है हर एक स्थिति के लिए हमारे पास मिसमैच स्कोर है हमारे पास इनसरशन गैप पेनाल्टी इनसरशन डीलीशन है तो इन के आधार पर हम अधिकतम वैल्यू दे सकते हैं इन तीनों वैल्यू से तो लोकल एलाइनमेंट क्या है कौन सा एल्गोरिथ्म इस्तेमाल होता है लोकल एलाइनमेंट में विद्यार्थी स्मिथ वाटरमैन स्मिथ वाटरमैन सही है तो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथ्म के लिए क्या कंडीशन है विद्यार्थी मैच मिसमैच और 0 यह प्लस है फिर यह 0 तो इस स्थिति में यहां पर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो यहां पर आप छोटे गैप तक सीमित कर सकते हैं कोई भी छोटा मैच ठीक है तो अनुक्रम को कैसे ऑलाइन करें हमारे पास दो अनुक्रम है पहले हम विभिन्न विकल्पों को देखते हैं अगर आप लोकल एलाइनमेंट को देखें तो यहां 4 वैल्यू है फिर पीछे से वैल्यू संख्या को भरे फिर अधिकतम इसको देखें अब वापस जाएं और इसके अनुसार आप गैप को रख सकते हैं और फिर आप एलाइनमेंट कर सकते हैं तो अनुक्रम के एलाइनमेंट में कौन कौन से विभिन्न प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं BLAST व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है BLAST विस्तार में क्या होता है विद्यार्थी बेसिक लोकल एलाइनमेंट बेसिक लोकल एलाइनमेंट विद्यार्थी सर्च टूल सर्च टूल सही है BLAST के विभिन्न विशेषताएं क्या है विद्यार्थी आप कर सकते हैं सही है आप किसी भी अनुक्रम को खोज सकते हैं आप सारे अनुक्रम को निकाल सकते हैं जो कि किसी विशिष्ट अनुक्रम के साथ मैचिंग है और उसे ऑलाइन कर सकते हैं तो हमें कौन कौन सी विशेषताएं मिलती है BLAST से हमें कौन से विभिन्न इसको मिलते हैं विद्यार्थी समय देखें 2506 सही है हम p वैल्यू और e वैल्यू और समानता को देख सकते हैं विद्यार्थी मैक्स स्कोर सही है अधिकतम स्कोर आईडेंटिटी विद्यार्थी सीक्वेंस कवरेज सही है आईडेंटिटी तो यह वह स्कोर है जो आप को BLAST और कवरेज से मिला है यहां से आप देख सकते हैं कि क्या अनुक्रम एलाइनमेंट उत्तम है या नहीं अब उदाहरण के लिए यह अनुक्रम है तो इस स्थिति में अनुक्रम आइडेंटिटी क्या है तो कितने आईडेंटिकल अनुक्रम कितने हैं विद्यार्थी 3 3 पोजीशन अगर आप यह वाला ले तो हम देख सकते हैं इसका कवरेज 8 में से 6 है तो यहां पर मैच है यहां मैच है और यहां मैच है तो 3 सही है आप देख सकते हैं 3 हर 6 पर और समानता यह समान T है और समान S है तो इसे आप ले और आप को 6 मैं से 4 मिलेगा क्योंकि कवरेज सिर्फ 6 है आप देख सकते हैं की औसत केवल 8 में 6 है 8 मैं 6 मतलब कितना प्रतिशत 75 प्रतिशत अब मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट क्या है विद्यार्थी मल्टीपल अनुक्रम दो से ज्यादा अनुक्रम को ऑलाइन करें तो फिर से इस स्थिति में मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए विभिन्न तरीके हैं तो आप सबसे पहले समान अनुक्रम को देखें और फिर और असामान अनुक्रम की तरफ जाएं फिर इन सब को साथ में ले और आप देख सकते हैं कि कौन सा रेसिड्यू समान पोजीशन पर आ रहा है तो आपको मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट की जानकारी मिलती है तो मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए कौन से ऑनलाइन स्रोत उपलब्ध है विद्यार्थी क्लसस्टल ओमेगा क्लसस्टल क्लसस्टल ओमेगा विद्यार्थी माफट फिर माफट मसल विद्यार्थी मसल सही है तो आप विभिन्न सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं अनुक्रम को ऑलाइन करने के लिए यह मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट फिर हम कंजर्वशन की चर्चा करेंगे कंजर्वशन क्या है विद्यार्थी रेसिड्यू का होना हां रेसिड्यू समान पोजीशन पर होना उदाहरण के लिए अगर आपके पास 100 अनुक्रम है आप पोजीशन संख्या 5 को लें यह एलेनिन है तो कितने अनुक्रम है जिसमें पोजीशन संख्या 5 पर एलेनिन है यह आपको समान अमीनो एसिड की जानकारी देगा जोकि समान पोजीशन पर मौजूद है तो कंजर्वशन इसको की गणना कैसे करें इसके दो उपप्रक्रिया हैं तो पहले हमें क्या करना है विद्यार्थी पहले हमें अमीनो एसिड की फ्रीक्वेंसी प्राप्त करनी होगी और फिर विद्यार्थी स्कोर हमें इसे स्कोर में बदलना होगा तो फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए कौन से विभिन्न तरीके हैं विद्यार्थी वेटेड फ्रीक्वेंसी वेटेड फ्रीक्वेंसी विद्यार्थी अनवेटेड फ्रिकवेंसी अनवेटेड फ्रिकवेंसी और रेंडम इंडिपेंडेंट काउंट रेंडम अनवेटेड फ्रिकवेंसी क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें विद्यार्थी i भाग N के n का काउंट विद्यार्थी सही है सही है तो किसी पोजीशन के लिए कोई अमीनो एसिड कितनी बार प्रदर्शित होगा और फिर यह देखें कितने अमीनो एसिड किसी विशिष्ट पोजीशन पर तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी फिर इसे हम स्कोर में परिवर्तित कर देंगे तो इसको में कैसे परिवर्तित करें तो वह विभिन्न तरीके कौन से हैं जिससे कि फ्रीक्वेंसी को स्कोर में परिवर्तित कर सकते हैं विद्यार्थी एंट्रॉपी पर आधारित सही है एंट्रॉपी पर आधारित विद्यार्थी वेरियस पर आधारित तो कुछ पेयर के लिए आप विभिन्न तरीके देख सकते हैं तो कंजर्वशन के लिए कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है विद्यार्थी AL2CO AL2CO यह कैसे काम करता है विद्यार्थी हम मल्टीपल अनुक्रम दे सकते हैं हां हम मल्टीपल अनुक्रम दे सकते हैं तो यह एलाइनमेंट है और यह मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट है और वह कोई भी एल्गोरिथ्म इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम यह चयन कर सकते हैं कि हमें एंट्रॉपी आधारित चाहिए या वैरीअंट आधारित और फ्रीक्वेंसी के आधारित भी हम जो भी चयन करें उसके आधार पर हम स्कोर की गणना कर सकते हैं और यह स्कोर को नॉर्मलाइज कर सकती है इसको को नॉर्मलाइज करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा x माइनस x बार भाग सिगमा तो आपको एक तरह का Z स्कोर मिल जाएगा आप वैल्यू को नॉर्मलाइज कर सकते हैं तो और कौन से ऑनलाइन स्रोत हैं कंजर्वशन को पाने के लिए विद्यार्थी कंजरफ कंजरफ सही है तो यहां अगर आप PDB id देते हैं तो यह अपने आप अनुक्रम को ले लेगा और कुल अनुक्रम की गणना करेगा और हर एक पोजीशन के लिए कंजर्वशन प्राप्त करेगा यह एक चित्रमय प्रदर्शन देगा कहे तो बहुत ज्यादा कंजर्व या कम कंजर्व आप वेरिएबल क्षेत्र को भी देख सकते हैं यह आपको हर एक पोजीशन की जानकारी भी देगा और कौन से रेसिड्यू हैं जो कि एक विशिष्ट पोजीशन पर मौजूद है क्या कोई रेसिड्यू वेरिएबल है फिर हम फाइलओंजेनेटिक ट्री को लेंगे फाइलओंजेनेटिक ट्री को कैसे बनाएंगे हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होगी विद्यार्थी बीच की दूरी अनुक्रम आपस में कैसे संबंधित हैं कौन से दो अनुक्रम निकट रूप से संबंधित हैं और कौन से निकट रूप से संबंधित नहीं है तो कौन कौन से तरीके हैं ट्री को बनाने के लिए विद्यार्थी UPGMA तरीका UPGMA तरीका यह बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय तरीका है तो कौन सी मूल जानकारियों का पता होना जरूरी है किसी UPGMA ट्री के निर्माण में विद्यार्थी डिस्टेंस आप देख सकते हैं मिसमैच को और मिसमैच के आधार पर अगर किसी दो अनुक्रम में मिसमैच कम है तो इसका मतलब विद्यार्थी फिर वह वह निकट रूप से संबंधित हैं तो हम फाइलओंजेनेटिक ट्री का निर्माण कर सकते हैं फिर हमने फिलिप की चर्चा की यह एक व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला प्रोग्राम है तो हम फिलिप का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइलओंजेनेटिक ट्री बनाने के लिए यह हम अमीनो एसिड अनुक्रम के द्वारा कर सकते हैं हमें एलाइनमेंट मिल सकता है हमें मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट मिल सकता है और कंजर्वशन निकट रूप से संबंधित अनुक्रम और सारी जानकारियां आप इस अनुक्रम से पा सकते हैं